इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वन के लेक्चर में आपका स्वागत है यह लेक्चर नंबर अट्ठारह है और हम दो वेरिएबल के फंक्शन के मैक्सिमा मिनिमा के बारे में बात करेंगे आज हम किसी पॉइंट को कैरक्टराइज करने के लिए यूज की जाने वाली सफिशिएंट कंडीशन के बारे में बात करेंगे क्रिटिकल पॉइंट या तो लोकल मैक्सिमम हैं या लोकल मिनिमम है या सैडल पॉइंट है पिछले लेक्चर में हमने यह देखा की कोई पॉइंट ab लोकल एक्सट्रीमा होगा यदि यह डेल्टा f जोकि फंक्शन की वैल्यू किसी पॉइंट जोकि ab के नेबरहुड में हैं पर और फंक्शन की वैल्यू ab पर का डिफरेंस है यदि इसका साइन नहीं बदलता है h और k के लिए जोकि बहुत छोटे हैं तब हम कह सकते हैं कि यह पॉइंट लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा का है लेकिन यदि यह साइन बदलता है तो इसका मतलब यह है कि यह सैडल पॉइंट है इस केस में हम डेल्टा f का साइन और इसका बिहेवियर फाइंड करने में टेलर सीरीज एक्सपेंशन का प्रयोग करेंगे हम फंक्शन fahbk fab के लिए ab के अराउंड टेलर सीरीज एक्सपेंशन ज्ञात करेंगे और यहां से पॉइंट ab के लोकल मैक्सिमा और मिनिमा होने की नेसेसरी कंडीशन मिलेगी जोकि fxabऔर fyab का जीरो होना है हम यहां ऑब्जर्व करते हैं एग्जांपल के लिए यहां पर 5 पॉइंट हैं जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं एक पॉइंट यहाँ है 1 पॉइंट यहां है और टोटल 5 पॉइंट है इस लेक्चर में हम आईडेंटिफाई करेंगे एग्जांपल के लिए यह लोकल मिनिमम जैसा पॉइंट है और यह भी लोकल मिनिमम है यह लोकल मैक्सिमम है लेकिन इस पॉइंट पर नेबरहुड में हम देखते हैं कि जब हम इस डायरेक्शन में चलें x डायरेक्शन में तब फंक्शन इंक्रीजिंग है और यदि हम y डायरेक्शन में चलें तो फंक्शन डिक्रीजिंग है यह पॉइंट लोकल मिनिमम नहीं है और लोकल मैक्सिमम भी नहीं है तो यह पॉइंट सैडल पॉइंट है अब हम इन पॉइंट को मैथमेटिकली आईडेंटिफाई करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से यह सफिशिएंट कंडीशन है सिंपलीसिटी के लिए हम यह नोटेशन यूज करेंगे rfxxab sfxyabtfyyab मान लीजिए fxyएक कंटीन्यूअस फंक्शन है और पॉइंट Pab पर इसके सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कंटीन्यूअस है और यदि यह पॉइंट Pab एक क्रिटिकल पॉइंट है तब इस पॉइंट Pab पर लोकल मैक्सिमम होगा यदि rt s20 और r0 यह पॉइंट लोकल मिनिमम का होगा यदि rt s20और r0 सैडल पॉइंट होगा यदि rt s20 और टेस्ट फेल हो जाएगा यदि rt s20 तब उस केस में इस फंक्शन के पॉइंट Pab पर बिहेवियर हो जानने के लिए दूसरे तरीके को फाइंड किया जाएगा यदि पॉइंट Pab एक क्रिटिकल पॉइंट है तो नेसेसरी कंडीशन जो हमने डिसकस की थी उससे यह लोकल मैक्सिमम मिनिमम या सैडल पॉइंट होगा डेफिनेटली एक क्रिटिकल पॉइंट है तब हमें सेकंड ऑर्डर टेस्ट यहां लगाना है और इस एक्सप्रेशन rt s2 की वैल्यू फाइंड करनी है और उससे हम यह देखेंगे कि यह लोकल मैक्सिमम मिनिमम सैडल पॉइंट है और जब rt s2 जीरो है तब यह फेल हो जाता है अब हम यह रिजल्ट प्रूव करते हैं यह एक्सप्रेशन कैसे आया है हम फिर से इस डेल्टा f को कंसीडर करते हैं क्योंकि इसके साइन पर ही रिजल्ट आएगा और इस पॉइंट के नेबरहुड में f का बिहेवियर पता लगाया जाएगा टेलर सीरीज एक्सपेंशन में हम पहले ही देख चुके हैं की यह h आता है और फर्स्ट ऑर्डर टर्म और सेकंड ऑर्डर टर्म आते हैं fhfxabkfyab12h2fxx2hkfxyk2fkkab क्योंकि पॉइंट ab एक क्रिटिकल पॉइंट है इसलिए fxab और fyab वैनिश हो जाएंगे और यह f बराबर होगा सेकंड ऑर्डर टर्म के तो h2fxx और इसी तरह आगे भी f12h2fxx2hkfxyk2fkkab डेल्टा f का बिहेवियर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की टर्म पर बेस्ड है या पहले यह लीडिंग टर्म है और बाकी सभी टर्म इस एक्सपेंशन में हायर ऑर्डर की हैं हमारे नोटेशन में हमने fxx को r fxy को s और fyy को t माना है पॉइंट ab पर अतः f12h2r2hksk2t अब हम यह मानेंगे की r≠0 हम यह भी मान सकते हैं की r≠0 लेकिन उस केस में r0 इनमें से कम से कम एक जीरो है तब हम इस तरह आगे बढ़ सकते हैं जब दोनों जीरो हैं तो मान लीजिए की t≠0 इस केस में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं लेकिन उस केस में यहां से हम देख पाएंगे कि दोनों जीरो हैं r0 तथा r0 s 0 हो सकता है हो सकता है और नहीं भी हो सकता है यदि s जीरो है तब सेकंड ऑर्डर टेस्ट कुछ नहीं देगा और हमको हायर ऑर्डर डेरीवेटिव पर जाना होगा मान लीजिये s जीरो नहीं है तब हमको यहाँ क्या मिलता है हमको दो hk और s टर्म मिलती है तो s पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है मान लीजिये s पॉजिटिव है और इसी तरह की बात हम s नेगेटिव के लिए कर सकते है तो हमारे पास दो hk टर्म हैं जब यह प्रोडक्ट h और k का दोनों पॉजिटिव हैं एग्जांपल के लिए दोनों यदि नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं तब यह प्रोडक्ट पॉजिटिव है तब f की लीडिंग टर्म पॉजिटिव हैं जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था की लीडिंग टर्म ही f का साइन डिसाइड करती हैं यदि यह पॉजिटिव है तो f का साइन इस पॉइंट ab के नेबरहुड में पॉजिटिव होगा यदि लीडिंग टर्म नेगेटिव है तो साइन भी नेगेटिव होगा यदि यह प्रोडक्ट hk पॉजिटिव है तो यह f पॉजिटिव है यदि h नेगेटिव है और k पॉजिटिव है या k नेगेटिव है h पॉजिटिव है तब डेल्टा f नेगेटिव होगा इसका मतलब यह है की डेल्टा f उस केस में साइन चेंज करता है और तब यह पॉइंट निश्चित ही सैडल पॉइंट होता है जोकि इस रिजल्ट से भी कनक्लूड होता है जो कि मैं पहले ही दिखा चुका हूं हमें इसे अलग से डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है मान लीजिए या तो r 0 है या r जीरो नहीं है या t 0 नहीं है तो हम यहां यह मानते हैं की r 0 नहीं है और इसी तरह हम कर सकते हैं यदि हम माने की t 0 नहीं है तो मान लीजिए r 0 नहीं है और हम r से डिवाइड कर सकते हैं और r से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो हमें यह एक्सप्रेशन मिलेगा और यह f 1 ओवर 2 r इस केस में हमने यहां k2s2टर्म एड की है और सबट्रैक्ट भी की है और प्लस k2rt प्लस हायर ऑर्डर टर्म f12rh2r22hkrsk2rt f12rh2r22hkrsk2s2 k2s2k2rt अब पहली तीन टर्म होल स्क्वायर बनाती हैं इसका मतलब है f12rhrks2 k2s2k2rt आखरी दो टर्म से के स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है f12rhrks2k2 तो यह एक्सप्रेशन है f12rhrks2k2 इससे हम केस वन का कंसीडर करेंगे जहां हमने मान लिया है rt s20 जोकि के केस वन है इस केस में क्या होगा जब यह पॉजिटिव है और यह होल स्क्वायर है तब यह k स्क्वायर टर्म है तब हम देखेंगे की f0ifr0 तो क्या हम फिर से मान लेते हैं की r0 यह इस पॉइंट ab पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है अतः यह ab पर डिपेंड करता है लेकिन इसका साइन डेफिनेट होगा चाहे यह पॉजिटिव हो या नेगेटिव तो यदि यह r0 तो हम यह देखेंगे की f पॉजिटिव होगा अगर यह एक्सप्रेशन यहां पॉजिटिव है तो यह भी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगा अब नेबरहुड के लिए या तो h 0 होगा तो k नॉन जीरो होगा और यदि k 0 होगा तो h को नॉन जीरो होना ही है दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते क्योंकि दोनों जीरो होने का मतलब हम पॉइंट ab पर ही हैं और हम पॉइंट के नेबरहुड को देख रहे हैं एग्जांपल के लिए यदि ab पॉइंट है और इस पॉइंट के नेबरहुड में या तो हमें इस डायरेक्शन में इंक्रीमेंट देना है जो h है और y डायरेक्शन में इंक्रीमेंट को k लिखा गया है तो अगर हमें पॉइंट के नेबरहुड में कोई पॉइंट लेना है तो इनमें से एक को नॉन जीरो होना है या फिर दोनों को ही नॉन जीरो होना है यदि दोनों नॉन जीरो हैं इसका मतलब यह है कि यह k नॉन जीरो है तब हमारे पास एक पॉजिटिव टर्म जोकि स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है मिलेगी हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर आता है माना मान लीजिए कि यह k0 तो यदि k0 तो h को नॉन जीरो होना होगा h को नॉन जीरो होने से हमें नेबरहुड में 1 पॉइंट मिलेगा इस केस में यह टर्म जीरो है और यहां k जीरो है तो हमारे पास h2 r2 है फिर से यह h2 r2 पॉजिटिव टर्म है और क्योंकि h जीरो नहीं हो सकता यदि rt s2 पॉजिटिव है तब यह f भी पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव के लिए और जब r नेगेटिव है साइन बदल जाएगा क्योंकि r यहां पर है बाकी सभी जगह s स्क्वायर है अब हमें क्या मिलेगा f पॉजिटिव के लिए यदि r पॉजिटिव है और यह f नेगेटिव है जबकि r नेगेटिव है तो हम यह कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे पास एक सा साइन आता है क्योंकि r या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो यदि r पोजिटिव है तो f पॉजिटिव है तब यह पॉइंट लोकल मिनिमम का होगा इस केस में और यदि r नेगेटिव है इस पॉइंट पर तो यह पॉइंट लोकल मैक्सिमम का होगा जबकि rt s2 पॉजिटिव है और r नेगेटिव है क्योंकि f एक नेगेटिव है इसका मतलब यह है की पॉइंट ab ज्यादा बड़ी वाली वैल्यू ले रहा है नेबरहुड के दूसरे पॉइंट के देखते हुए इसका मतलब यह है की पॉइंट लोकल मैक्सिमम का है आगे बढ़ते हैं और केस नंबर2 को देखते हैं और हम लेते हैं rt s20 इस केस में क्या होता है जबकि rt s20 हम यह ध्यान से देखें तो हम इस पॉसिबिलिटी को ले सकते हैं माना यह k→0 h≠0 जैसा हमने पहले डिस्कस किया दोनों में से एक नॉन जीरो होना चाहिए तो हम k को जीरो मान रहे हैं और h को नॉन जीरो के लेने का मतलब है h नॉन जीरो है यहां से हम कनक्लूड कर सकते हैं की यह f0ifr0 तो मान लीजिए r0 r0 तो f नेगेटिव होगा और कोई भी दूसरा चेंज नहीं होगा तो यहां r0 तो यह f पॉजिटिव है क्योंकि h नॉन जीरो है और k जीरो है तो यहां पर h2k2 टर्म है जोकि पॉजिटिव है और फिर सेकंड ऑब्जर्वेशन जहां पर हम मानेंगे की k नॉन जीरो है और k जब नॉन जीरो है तब यह rt s20 यहां पर कुछ निगेटिव है हम हम इस h को इस तरह चुनते हैं की hrks जीरो हो जाए तो हम h चुनते हैं जिससे यह रिलेशन सही हो जबकि k दिया हुआ है और उसे बहुत छोटा लिया जाए तब हम h को ksr की तरह ले सकते हैं और k कि किसी भी वैल्यू के लिए h को ksr लिया जा सकता है इस पॉइंट पर जब h को ksr लिया जाता है k की किसी भी वैल्यू के लिए यह पहली टर्म hrks0 क्योंकि हमने h को इस तरह लिया है जिससे hrks0 तो यह टर्म 0 है और यह k2 है पॉजिटिव है लेकिन यह नेगेटिव है जोकि जीरो से कम है तो पहली टर्म r पॉजिटिव के लिए जो यहां पर कंसीडर की जा रही है वह 0 से कम होगी f0 क्योंकि इसकी कोई भी पहली टर्म नहीं होगी यदि हम इसका नेबरहुड देखें जो सभी पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं तब यह f0 यदि r0 और हम नेबरहुड तक ही सीमित नहीं है हम इस रिलेशन को होल्ड करने वाले किसी पॉइंट की बात कर रहे हैं जो पॉइंट ab के पास भी हो सकता है जबकि hrks जीरो के बराबर है जहां पर के कोई छोटी वाली है और जीरो के बराबर नहीं है तो हमने क्या देखा की f0ifr0 f0ifr0 तो हमने मान लिया कि यदि हम r0 लें तब यह f0 पॉइंट यह है कि f नेबरहुड में साइन बदल रहा है और यह क्रिटिकल पॉइंट का केस है तो यह कंडीशन rt s20 से हम कह पाएंगे कि यह पॉइंट सैडल पॉइंट है तो यह सैडल पॉइंट है यह मैक्सिमम या मिनिमम का पॉइंट नहीं है क्योंकि यह f इस f का साइन h और k पर डिपेंड करता है तो नेबरहुड में ऐसे पॉइंट हैं जहां f पॉजिटिव है और ऐसे पॉइंट भी हैं जहां f नेगेटिव है तो यह नेबर हुड में जो कि पॉइंट ab का है उसमें साइन बदल रहा है इसका मतलब यह है कि यह सैडल पॉइंट है तीसरी सिचुएशन हम लेते हैं जिसमें rt s20 इस केस में कोई सेकंड टर्म नहीं है यहां rt s20 तो यह फर्स्ट टर्म hrks2 की सहायता से बिहेवियर को डिस्कस किया जाएगा पहली बार में हम यह देखेंगे कि यह पॉजिटिव है और जीरो से बड़ा या बराबर है hrks जीरो के बराबर है f12rhrks2 यह hrks2 जीरो या 0 से बड़ा है लेकिन एक पॉसिबिलिटी इसके जीरो होने की है क्योंकि यदि यह टर्म जोकि सेकंड ऑर्डर टर्म है जीरो हो जाती है तब हम इस f का बिहेवियर आईडेंटिफाई नहीं कर सकते तब इसका बिहेवियर हायर ऑर्डर टर्म से ज्ञात किया जाएगा जो इस f को नेगेटिव भी बना सकता है क्योंकि यदि यह टर्म जीरो है तो अगली टर्म इसका साइन डिसाइड करेगी क्योंकि यह f नेगेटिव होने का केस हो सकता है यहां पर हम यह कनक्लूड नहीं कर सकते कि यह 0 या 0 से बड़ा होगा हमारे पास यहां एक स्ट्रिक्ट साइन होना चाहिए तभी हम कह पाएंगे कि यह पूरे f का साइन है हम यहां पर प्रूव कर सकते हैं कि यह जीरो से बड़ा होगा तब यह ठीक है हम कनक्लूड कर सकते हैं इस पॉइंट के बारे में लेकिन यहां पर यह जीरो के बराबर या बड़ा है क्योंकि अगर हम hr और ks को नेबरहुड में ऐसा लें जिससे hrks जीरो हो जाए उस केस में उन सभी पॉइंट के लिए जो नेबरहुड में हैं यह टर्म जीरो होगी और अगली हायर ऑर्डर टर्म से बिहेवियर डिटरमाइन किया जाएगा इससे इस तरह लिख सकते हैं यदि हम h और k इस प्रकार ले की hrks जीरो है इसका मतलब यह है hr ks नेबरहुड के सभी पॉइंट जहां f जीरो है प्लस थर्ड ऑर्डर टर्म तब राइट हैंड साइड में सेकंड ऑर्डर टर्म समाप्त हो जाएंगी और इसीलिए कंक्लुजन हायर ऑर्डर टर्म पर डिपेंड करता है इस सिचुएशन में हम कुछ भी कनक्लूड नहीं कर सकते हैं इस f के साइन के बारे में यह नेगेटिव भी हो सकता है यह पॉजिटिव भी हो सकता है इस तरह के पॉइंट पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमें दूसरे तरीके फाइंड करने होंगे लोकल एक्सट्रीमा के लिए वर्किंग रूल सभी क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करें fx0fy0 हर एक क्रिटिकल पॉइंट के लिए इवेलुएट करें rfxxsfxytfyy If rt s20r0 maximum If rt s20r0 minimum If rt s20 Saddle point If rt s20 Test FFails पहचान If rt s20r0 मैक्सिमम If rt s20r0 मिनिमम If rt s20 सैडल पॉइंट If rt s20 टेस्ट फेल हो जाता है अब एक एग्जांपल करते हैं fxyx3 6x2 8y2 के सभी क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कीजिए और उन्हे लोकल मैक्सिमम मिनिमम और सैडल पॉइंट के लिए इन्वेस्टिगेट कीजिए पहले हम सारे क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे और फिर उसके बाद हर क्रिटिकल पॉइंट पर rt माइनस s स्क्वायर को इन्वेस्टिगेट करेंगे और फिर उन क्रिटिकल पॉइंट के बिहेवियर को इन पॉइंट के नेबरहुड में डिस्कस करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए fx0 और fy0 तब हमें मिलता है fx0 जोकि है fx3x2 12x इस केस में इसे जीरो रखा जाएगा और यह fy 16 yहोगा इसे भी जीरो लिखा जाएगा यहां से हमें जीरो मिलेगा और पहली इक्वेशन से 3x यह जीरो है जिससे x इक्वल टू 0 और 4 पहली इक्वेशन से और दूसरी इक्वेशन से y इक्वल टू जीरो तो हमारे पास 00 और 40 क्रिटिकल पॉइंट हैं 00 और 40दो क्रिटिकल पॉइंट हैं इस प्रॉब्लम के लिए और इस केस में हम rt s2 का बिहेवियर कंप्यूट करेंगे और rt s2 का साइन सभी पॉइंट पर ज्ञात करेंगे अतः 00 पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव हमें कंप्यूट करना है अतः fx3x2 12x और फिर fxx तो fxx होगा 6 x 12 और यह fxy जीरो होगा क्योंकि यहां y की कोई टर्म नहीं तो जीरो होगा और fy 16 y था तो fyy जब होगा 16 अब हम r कंप्यूट करेंगे अतः fxx 00 पर 12 होगा s जीरो होगा यह जीरो होगा और t 16 होगा पॉइंट 4 0 पर r 12 होगा s जीरो और fyy 16 होगा यहां rt s2 की वैल्यू 192 है अतः 9rt s20 and r0 तो यह पॉइंट 0 0 लोकल मैक्सिमम का पॉइंट है और इस केस में rt s2 जीरो से कम है तो यह सैडल पॉइंट है जो कि हमने सफिशिएंट कंडीशन में डिस्कस किया था कन्फ्यूजन पर आते हुए हम यह कह सकते हैं की नेसेसरी कंडीशन से क्रिटिकल पॉइंट फाइंड किए जा सकते हैं और क्रिटिकल पॉइंट लोकल मैक्सिमम और मिनिमम के लिए कैंडिडेट पॉइंट होते हैं तो fx0fy0 एक्सट्रीमा के लिए नेसेसरी कंडीशन है इन पॉइंट पर हमें फंक्शन के बिहेवियर को इन्वेस्टिगेट करना है सफिशिएंट कंडीशन हमें इन पॉइंट ्स को लोकल मैक्सिमा लोकल मिनीमा और सैडल पॉइंट के लिए आईडेंटिफाई करने में सहायता करती है हमें rt s2 कैलकुलेट करना है यदि यह पॉजिटिव है और r नेगेटिव है तो पॉइंट लोकल मैक्सिमम का है यदि rt s2 पॉजिटिव है और r भी पॉजिटिव है यह लोकल मिनिमम का पॉइंट है और यदि rt s2 0 से कम है तो यह सैडल पॉइंट है यह मिनिमम का पॉइंट नहीं है मैक्सिमम का पॉइंट नहीं है यह सैडल पॉइंट है जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा था यदि rt s2 जीरो हो जाता है तब हम इस पॉइंट के बिहेवियर को आईडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं तब यह सेकंड ऑर्डर टेस्ट फेल हो जाता है और हमें दूसरे तरीके फाइंड करने होते हैं या तो वह हायर ऑर्डर टर्म के होते हैं या फिर हम इस पॉइंट पर बिहेवियर को डायरेक्टली इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं लेकिन जरूरी ही हमें आगे इन्वेस्टिगेशन करनी होगी यह कुछ रिफरेंस हैं जो हमने लेक्चर तैयार करने में काम में लिए हैं अगले लेक्चर में हम लोकल मिनिमा और सैडल पॉइंट और उनके बिहेवियर के बारे में और एग्जांपल करेंगे ध्यान देने के लिए धन्यवाद